अब मैं एक उदाहरण परिपथ लूंगा और गणना करूंगा यह y मापदंड है मुझे यह परिपथ लेने दें यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 बहुत ही सरल परिपथ है लेकिन अभी के लिए आइये हम इसका उपयोग करते है और माना यह 1 किलो Ω है और यह 2 किलो Ω है और हम y मापदंडों की गणना करना चाहते है और हम पहले ही हमारे द्वारा वर्णित एल्गोरिथम का उपयोग करके इसे एक एक करके करेंगें तो y 1 1 V 2 को शॉर्ट करने के साथ I 1 V 1 है इसलिए मैं दूसरे पोर्ट को शॉर्ट करता हूं और मैं पहले पोर्ट पर वोल्टेज V 1 लागू करता हूं अब यह स्पष्ट है कि यह V 1 पूरी तरह से इस 1 किलो Ω के पार दिखाई देता है क्योंकि शॉर्ट होने की वजह से 2 किलो Ω प्रतिरोधक के पार वोल्टेज 0 है तो यह विद्युत धारा I 1 यहाँ और कुछ भी नहीं बल्कि है V 1 यह प्रतिरोध 1 किलो Ω अब मैं जो चाहता था था I 1 V 1 यह निकल कर आता है V 1 1 किलो Ω V 1 जो 1 1 किलो Ω या 1 मिलीसीमेंस के बराबर है तो इसीलिए y 1 1 है अब y 2 1 माप की व्यवस्था वही है मैंने अभी भी V 2 को 0 पर सेट किया है अर्थात् दूसरे पोर्ट को शॉर्ट परिपथ किया लेकिन इस बार मैं I 1 के बजाय I 2 को मापता हूं तो मुझे क्या मिलेगा I 2 और I 2 की दिशा भी ध्यान में रखें I 2 को उसी तरह से मापा जाना है अब पुनः यह V 1 पूरी तरह से इस 1 किलो Ω के पार दिखाई देता है और क्योंकि इस 2 किलो Ω प्रतिरोधक के पार एक शॉर्ट है 2 किलो Ω प्रतिरोधक से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है इसके पार वोल्टेज 0 है तो हमारे पास इस दिशा में इस तरह की एक विद्युत धारा है जो V 11 किलो Ω है यदि आप I 2 को देखें यह इस विद्युत धारा के समान है लेकिन दिशा के विपरीत होने के कारण I 2 केवल है V 1 1 किलो Ω तो यह है V 1 1 किलो Ω V 1 जो आपको 1 मिलीसीमेंस देता है तो यही y 2 1 का मान है अब आइए अन्य मापदंडों पर विचार करें हम जानते है कि y 1 2 V 1 को 0 पर सेट करने के साथ I 1 V 2 है मुझे पोर्ट 1 को शॉर्ट परिपथ करना है तो मुझे ऐसा करने दें यह 1 किलो Ω है यानी 1 किलो Ω अब मैं पोर्ट 1 को शॉर्ट परिपथ या V 1 को 0 पर सेट करता हूं और V 2 को लागू करता हूं तो अगर मैं V 2 को लागू करता हूं तो क्या होता है सबसे पहले वहां उस दिशा में एक विद्युत धारा V 21 किलो Ω होती है और वहां उस दिशा में एक विद्युत धारा V 21 किलो Ω होती है और विद्युत धारा जो यहाँ आती है वह 2 प्रतिरोधकों में विद्युत धाराओं का योग है जो 2 गुना V 21 किलो Ω है यह मूल रूप से यह वह है अब y 1 2 के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे I 1 चाहिए जो विद्युत धारा है इस तरह मैंने पहले ही उस V 21 किलो Ω का मूल्यांकन कर लिया था उस तरह से बहती है तो I 1 इसकी ऋणात्मक है इसलिए I 1 है V 2 1 किलो Ω जो आपको देती है V 2 1 किलो Ω V 2 जो 1 मिलीसीमेंस के बराबर है और अंत में y 2 2 V 1 के 0 के बराबर होने के साथ I 2 V 2 है जिसमें अर्थात् पोर्ट 1 शॉर्ट परिपथ है वही स्थिति जिसके तहत हम y 1 2 को मापते है तो I 1 जो कि यह विद्युत धारा है हमने पहले ही उसकी गणना कर ली है I 1 2 गुना V 2 1 किलो Ω है तो y 2 2 2 V 2 1 किलो Ω V 2 है जो 2 मिलीसीमेंस के बराबर है तो अब हमारे पास परिपथ है 1 किलो Ω और 1 किलो Ω 1 1 प्राइम 2 2 प्राइम है इसका निरूपण एक दो पोर्ट नेटवर्क के रूप में है y मापदंडों के साथ 1 1 प्राइम 2 2 प्राइम जो हैं 1 मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस और 2 मिलीसीमेंस तो क्या किया जा सकता है कि इस परिपथ का विश्लेषण करने के बजाय आप इस दो पोर्ट और उसके तदनुसार समीकरण ले सकते है जो मूल रूप से I 1 I 2 के y 1 1 y 1 2 y 2 1 y 2 2 गुना V 1 V 2 होने के नाते है और इसके बजाय इसका इस्तेमाल करें अब यह परिपथ इतना सरल है कि आप कुछ भी विश्लेषण कर सकते है यहाँ तक की इस परिपथ के साथ भी लेकिन यहां आपके पास 100 रजिस्टर हो सकते है जब तक कि आप आपको प्रदान किए गए टर्मिनलों के केवल दो चरण जानते है तब तक इसका निरूपण किया जा सकता है केवल चार मापदंड चार y मापदंड तो गणना बहुत सरल हो जाती है इसलिए यह उसी का एक समकक्ष निरूपण है तो बस इतना ही है वह है वे करते है और हम एक और उदाहरण ले सकते है इस बार मैं एक नियंत्रण स्रोत का उपयोग करूंगा मुझे इसे V x के रूप में परिभाषित करने दें और यह 2 मिलीसीमेंस गुना V x है यह एक वोल्टेज नियंत्रण विद्युत धारा स्रोत है और यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 है तो हम इसके y मापदंडों को निर्धारित करने के बारे में कैसे जाते है पुनः बिलकुल पहले जैसी ही एल्गोरिथम इसलिए y 1 1 के लिए आप पोर्ट 2 को शॉर्ट करते है अर्थात् आप पोर्ट 2 को 0 के बराबर सेट करते है और V 1 के माध्यम से I 1 का अनुपात ज्ञात करते है और y 2 1 के लिए आप पोर्ट 2 को भी शॉर्ट करते है और I 2 से V 1 का अनुपात ज्ञात करते है तो दूसरे शब्दों में हम क्या करते है कि हम इसे शॉर्ट परिपथ करते है यहां V 1 लागू करते है और हमें इन दो विद्युत धाराओं को खोजने की जरूरत है हमें इस विद्युत धारा I 1 और इस विद्युत धारा I 2 को खोजने की जरूरत है कृपया हमेशा ध्यान रखें कि विद्युत धाराएँ कहाँ जाती है यह विद्युत धारा 2 पोर्ट में जा रही है अर्थात् वह इस भाग में यहाँ या इस भाग में वहाँ पर और यह I 1 और I 2 दोनों पर सत्य है इसलिए दिशाएँ बहुत महत्वपूर्ण है अब क्योंकि मैंने इस 1 किलो Ω के पार पोर्ट 2 को शॉर्ट कर दिया है वहां 0 वोल्ट है और इस एक के माध्यम से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और यह V 1 यहाँ पर पूरी तरह से 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार दिखाई देता है तो इस 1 किलो Ω s प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा V 1 1 किलो Ω है और इस नियंत्रण स्रोत में विद्युत धारा और कुछ भी नहीं बल्कि 2 मिलीसीमेंस गुना V x है और V x इस मामले में V 1 के समान है इसलिए यह है 2 मिलीसीमेंस गुना V 1 तो और वह उस दिशा में जाती है और माध्यम से विद्युत धारा 0 है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है इसलिए सबसे पहले यह I 1 सरलता से बराबर है इस V 1 विभाजित 1 किलो Ω अथवा V 1 गुना 1 मिलीसीमेंस के क्योंकि 1 1 किलो Ω मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस और यह I 2 और कुछ भी नहीं बल्कि नियंत्रण स्रोत के माध्यम से विद्युत धारा है इस प्रतिरोधक से आने वाली विद्युत धारा और वह 2 मिलीसीमेंस गुना V 1 होती है अर्थात् इसमें नीचे जाने से क्या होता है यहां जाने के लिए कुछ भी नहीं विद्युत धारा V 1 1 किलो Ω जो है 1 मिलीसीमेंस गुना V 1 तो इस मान को प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है I 1 1 मिलीसीमेंस गुना V 1 विभाजित V 1 जो कि 1 मिलीसीमेंस है और यह है यह अंतर जो कि भी 1 मिलीसीमेंस गुना V 1 विभाजित V 1 है जो कि 1 मिलीसीमेंस है फिर हमें अन्य 2 मापदंडों की गणना करनी होगी हमें y 1 2 की गणना करनी होगी जो कि पोर्ट 1 को शॉर्ट करने के साथ I 1 V 2 है और y 2 2 जो कि पोर्ट 1 को शॉर्ट करने के साथ I 2 V 2 है तो इन 2 मापों के लिए मुझे पोर्ट 1 को शॉर्ट करना होगा V 2 को लागू करना होगा और मुझे उस तरह से बहने वाली विद्युत धारा I 2 को खोजने की जरूरत है और I 1 उस तरह से बह रही है अब मैंने इसे यहां शॉर्ट कर दिया है क्योंकि यह शॉर्ट है वैसे यह नियंत्रण स्रोत 2 मिलीसीमेंस गुना V x है जहां यह V x है और पोर्ट 1 के साथ इसे शॉर्ट करें V x 0 के बराबर है इसलिए यहां यह विद्युत धारा स्रोत 0 होगा यह विषय से अलग है अब यह स्पष्ट है कि यह V 2 इस 1 किलो Ω के साथ साथ उस 1 किलो Ω के पार भी दिखाई देता है तो हमारे पास वहां पर विद्युत धारा V 21 किलो Ω है और वहां पर विद्युत धारा V 21 किलो Ω है इसलिए अगर मैं I 1 को मापता हूं तो यह इस प्रतिरोधक में विद्युत धारा के समान है और यह V 21 किलो Ω की विपरीत दिशा में है इसलिए हमारे पास V 21 किलो Ω V 2 है जो मुझे देता है 1 मिलीसीमेंस I 2 जो इन 2 विद्युत धाराओं में से कुछ है वास्तव में इस पोर्ट से देखने पर यदि आप पोर्ट पर देखे गए कंडक्टेन्स को देखते है तो हम देखते है कि 1 किलो Ω 1 किलो Ω समानांतर है तो इनमें से कुछ विद्युत धाराएं V 21 किलो Ω V 21 किलो Ω हैं तो यह मुझे 2 गुना V 2 1 किलो Ω विभाजित V 2 देता है जो कि 2 मिलीसीमेंस है तो इस नेटवर्क के y मापदंड y आव्यूह है 1 मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस और 2 मिलीसीमेंस तो पुनः इसका अर्थ यह है कि परिपथ के भीतर सभी विवरणों को देखने की बजाय आप इस समीकरण का उपयोग केवल 4 मापदंडों के साथ कर सकते है